नमस्कार दोस्तों हमारे सप्ताह क्रमांक 5 के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है जहां हम रिसिप्रोकेटिंग इंजनों के लिए वास्तविक चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं पिछले सप्ताह में हमने आदर्श चक्र यानी वायु मानक चक्र या गैस शक्ति चक्र के बारे में बात की है मुख्य रूप से ओटो चक्र जो सामान्य रूप से 4 स्ट्रोक एसआई इंजन या एसआई इंजन के लिए आदर्श चक्र है और डीजल चक्र जो CI इंजन के लिए आदर्श चक्र है जिसकी चर्चा हमने दूसरों चक्रो के साथ भी की है और अब इस सप्ताह हम उन चक्रों के विश्लेषण में विभिन्न व्यावहारिक कारकों को जोड़ने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं और उस संबंध में पिछले व्याख्यान में हमने ईंधन वायु चक्र के बारे में बात की है ईंधन वायु चक्र के बारेमे आप कह सकते हैं कि यह वायु मानक चक्रों में किया हुआ सुधार है जहाँ कई संभावित सीमाओं या मान्यताओं में से वायु मानक चक्र शामिल है उनमें से कुछ मुख्य रूप से ईंधन वायु चक्र को उठाते हैं इन चार कारकों को वायु मानक चक्र में जोड़ते है और तदनुसार चक्र आरेखों को संशोधित करने का प्रयास करता है और इसलिए सिस्टम प्रदर्शन के बारे में अधिक यथार्थवादी भविष्यवाणी प्रदान करने का प्रयास करता है इसलिए ये चार कारक सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना में हैं जिससे विभिन्न प्रकार के ईंधन और प्रतिक्रियाओं की देखेभाल करने की संभावना है फिर तापमान के साथ विशिष्ट गर्मी में भिन्नता विशिष्ट गर्मी तापमान के साथ दृढ़ता से भिन्न हो सकती है यह आमतौर पर लगभग 1000 K या 1500 K के तापमान के लिए एक रैखिक संबंध और बाद में एक द्विघात संबंध का अनुसरण करता है बहुत उच्च तापमान पर पृथक्करण का प्रभाव पृथक्करण एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है तो पृथक्करण की उपस्थिति प्रणाली के अंतिम तापमान और कुल कार्य उत्पादन को भी प्रभावित कर सकती है और अंत में हमने अणुओं की संख्या में भिन्नता के बारे में भी बात की है तो ये चार कारक हैं जो हम ईंधन वायु चक्र प्राप्त करने के लिए वायु मानक चक्र को जोड़ते हैं और इनमें से प्रत्येक कारक का व्यक्तिगत प्रभाव हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है तो अब हम जानते हैं कि ईंधन वायु चक्र हमें वायु मानक चक्र के कई कारकों पर विचार करने की अनुमति देता है जैसे वायु मानक चक्र के मामले में हम आम तौर पर सिस्टम के केवल एक ही प्रदर्शन पैरामीटर के प्रभाव को समझ सकते हैं जो संपीड़न अनुपात है लेकिन वायु ईंधन अनुपात या ईंधन वायु अनुपात किसी भी वास्तविक इंजन विश्लेषण के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पैरामीटर है और वायु मानक चक्र में हमने काम करने के माध्यम को केवल हवा माना है जिससे किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया समाप्त हो गई है इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम वायु ईंधन अनुपात की तरह कुछ और पर विचार कर सकें लेकिन ईंधन वायु चक्र हमें सिलेंडर गैसों की वास्तविक संरचना पर विचार करने की अनुमति देता है और इस प्रकार हम वायु ईंधन अनुपात या इंजन की थर्मल दक्षता और अन्य प्रदर्शन मापदंडों पर इक्विवेलेंस अनुपात के प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं हम विभिन्न प्रकार के ईंधन पर भी फिर से विचार कर सकते हैं समान कारक जैसा कि हम सिलेंडर गैसीय वास्तविक संरचना पर विचार कर रहे हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के ईंधन को निश्चित रूप से माना जा सकता है जबकि वायु मानक चक्र में ईंधन की कोई अवधारणा नहीं है तब हम सभी संभावित प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर भी विचार कर सकते हैं जैसे कि विघटन के मामले में एक्ज़ोथिर्मिक और एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया दोनों और यहां तक कि अगर हम उन तरीकों के मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें सभी संभावित प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए विचार किया जा सकता है तो पूर्व दहन रासायनिक प्रतिक्रियाएं पोस्ट दहन रासायनिक प्रतिक्रिया पृथक्करण प्रतिक्रियाएं सभी को चक्र विश्लेषण के दौरान शामिल किया जा सकता है तब हम चक्र के अधिकतम दबाव और तापमान के साथ चक्र दक्षता और कार्य आउटपुट का एक बहुत अधिक यथार्थवादी पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं ये पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इंजन का हमारा डिजाइन संरचनात्मक डिजाइन दबाव और तापमान के अधिकतम स्तर पर निर्भर करता है जिसका सिलेंडर को सामना करना पड़ता है और इसलिए उनके मूल्यों के बारे में अधिक यथार्थवादी अनुमान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह हम आउटपुट पावर और दक्षता के बारे में अधिक यथार्थवादी भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया है कि फेलियर दक्षता वास्तविक चक्र दक्षता के काफी करीब हो सकती है वास्तव में यह एक सामान्य अवलोकन है कि एक वास्तविक रिसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए वास्तविक तापीय क्षमता ईंधन वायु चक्र के बाद अनुमानित थर्मल दक्षता का लगभग 80 से 90 हो सकती है लेकिन फ्यूल एयर सर्कल से संबंधित थर्मल दक्षता जो वायु मानक चक्र के द्वारा अनुमानित है उसकी तुलना में काफी कम हो सकती है और इसलिए ईंधन वायु चक्र और इसके प्रदर्शन पैरामीटर को समझना बेहद महत्वपूर्ण है ईंधन वायु चक्र द्वारा निर्मित थर्मल दक्षता अधिकतम उत्पादन शक्ति जो हम प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम दबाव और तापमान आदि क्योंकि एक वास्तविक चक्र के मामले में पैरामीटर ईंधन वायु चक्र द्वारा जो अनुमानित है उसके काफी करीब हो सकते हैं इसलिए आज हम किसी नई अवधारणा के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं बल्कि इस व्याख्यान में हम कुछ संख्यात्मक उदाहरणों को हल करने जा रहे हैं यह देखेने के लिए कि हम व्यावहारिक इंजनों के विश्लेषण में ईंधन हवा के विचार को कैसे शामिल कर सकते हैं इसलिए मैं आज दोहराता हूं कि हम अगले व्याख्यान में किसी नई अवधारणा के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं जो इस विशेष सप्ताह के लिए तीसरा है हम वाल्व समय आरेख और वास्तविक इंजन में मौजूद विभिन्न वास्तविक नुकसानों के बारे में बात करेंगे जिस पर ईंधन वायु चक्र में विचार नहीं किया गया है जो वास्तव में ईंधन वायु चक्र की तुलना में वास्तविक मामले में इस 01 से 02 या 10 से 20 दक्षता की ओर ले जाता है जोकि हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे आइए हम कुछ संख्यात्मक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें और यहाँ मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह तक मैंने मुख्य रूप से थर्मोडायनामिक्स की मानक पुस्तकों जैसे कि सेंजेल और बोल्स की पुस्तक या वैन विलेन और सोनटैग की पुस्तक का अनुसरण किया है लेकिन इस विशेष सप्ताह में मैं मुख्य रूप से IIT मद्रास के डॉ वी गणेशन Dr V Ganesan of IIT Madras की आईसी इंजनों की किताबों का अनुसरण कर रहा हूं इसके अलावा शर्मा और माथुर द्वारा लिखे गए आईसी इंजन पर एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है मैं मुख्य रूप से इन दो पुस्तकों का अनुसरण कर रहा हूं और वास्तव में जिन समस्याओं को मैं यहां हल करने जा रहा हूं वे भी आम तौर पर उन पुस्तकों से ली गई समस्याओं का उदाहरण हैं अतः पहले मैं एक 6 के संपीड़न अनुपात के साथ एक पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहा हूं यह 42 MJkg कैलोरीफिक वैल्यू के ईंधन का उपयोग कर रहा है अब यह शब्द कैलोरीफिक वैल्यू जो कि वायु मानक चक्र में कभी भी चित्र में नहीं आया है लेकिन वास्तविक ईंधन विश्लेषण में हमें ईंधन के हिटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू पर विचार करना होगा और हमारे पास 15 का वायु ईंधन अनुपात है यह 15 या 15 1 दोनों स्वरूपों को सामान्य माना जा सकता है या अक्सर हम आम तौर पर उस दूसरे भाग की उपेक्षा करते हैं और इसे 15 लिखते हैं लेकिन यह वास्तव में 15 1 को संदर्भित करता है तापमान और यह वायु ईंधन अनुपात हमेशा द्रव्यमान के बारे में बात करता है कभी वॉल्यूम के बारे में नहीं तो यह प्रत्येक 1 किलो ईंधन के लिए है हमें 15 किलोग्राम वायु पर विचार करना होगा और हवा का मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होगा संपीड़न की शुरुआत में एक वायु ईंधन मिश्रण का तापमान और दबाव क्रमशः 57 0C और 1 bar के रूप में दिया जाता है और संपीड़न का सूचकांक 13 है अब वायु मानक चक्र में हम सभी प्रक्रियाओं को प्रकृति में प्रतिवर्ती मानते हैं और संपीडन और विस्तार की प्रक्रियाओं को प्रतिवर्ती एडियाबैटिक माना जाता है इसलिए यह ऐसेन्ट्रोपिक है और इसलिए संपीड़न और विस्तार का सूचकांक हमेशा विशिष्ट हीट्स का अनुपात था जो डायटोमिक गैसों के लिए मुख्य रूप से 14 था लेकिन यहां हम 13 के एक सूचकांक के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यवहार में हमें प्राप्त होने के काफी करीब हो सकता है और cv तापमान के फंक्शन के रूप में दिया जाता है जहाँ T केल्विन में होता है तो आपको अधिकतम चक्र दबाव निर्धारित करना होगा तो हम देखेते हैं कि हम यहां क्या उपयोग कर सकते हैं यह मानक चक्र आरेख वायु मानक चक्र आरेख है इसलिए इस आरेख का उपयोग करके हमें दी गई जानकारी को संक्षेप में बताएं हमारे पास 6 का संपीड़न अनुपात है जो इन दो वॉल्यूम v1 और v2 के अनुपात के बारे में बात कर रहा है यह परिभाषा समान रहती है यह ज्यामितीय पैरामीटर है इसलिए यह निर्भर नहीं करता है कि हम किस तरह के चक्र का अनुसरण कर रहे हैं r6v1v2 तब हमें एक कैलोरीफिक मान मिला है CV 42 × 106 J kg और हमारे पास एक वायु ईंधन अनुपात 15 है संपीड़न की शुरुआत में वायु ईंधन मिश्रण का तापमान और दबाव तो हमारे पास T1 है जो कि संपीड़न की शुरुआत में 57 ℃ के बराबर है इसलिए इसे केल्विन में बदलना अनिवार्य है इसलिए हम इसे आसानी से केल्विन में 330 K के बराबर कर सकते हैं T1 57 0C 330 K और इसी तरह दबाव 1 bar दिया जाता है दबाव आप पास्कल या मेगा पास्कल या किलो पास्कल में बदल सकते हैं P1 1 bar तो आप बार में रख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तापमान केल्विन स्केल में होना चाहिए और संपीड़न का सूचकांक भी दिया जाता है इसलिए संपीड़न प्रक्रिया वास्तव में एक संबंध का अनुसरण करती है P1v1nP2v2n इस n 13 के साथ तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका P2P1v1v2nP1rn और हम सभी मूल्यों को जानते हैं इसलिए हम जो संख्या प्राप्त कर रहे हैं उसे डालते हैं P21027 bar मैंने पहले ही संख्याओं की पूर्व गणना कर ली है इसलिए मैं केवल संख्याओं को सीधे डाल रहा हूं और तदनुसार तापमान T2 यहां यह दिया गया है कि विशिष्ट यह तापमान का एक फंक्शन है और हमें अधिकतम चक्र दबाव को समझने के लिए दहन प्रक्रिया के दौरान विचार करना होगा इसलिए T2 फिर से हम सीधे संपीड़न के सूचकांक का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि हम किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रक्रिया के लिए जानते हैं T1v1n 1T2v2n 1 इसे हम आम तौर पर प्राप्त करते हैं T2 565 K इस विशेष मामले में इसलिए हमारे पास संपीड़न के अंत में वह स्थिति है जो हमें दी गई है अब हमें दहन प्रक्रिया का विश्लेषण करना होगा तो आइए हम वायु ईंधन अनुपात पर विचार करें वायु ईंधन अनुपात 15 के रूप में दिया गया है इसलिए यदि हम इस पर विचार करें ईंधन का द्रव्यमान mf 1 किलो तत्संबंधी हवा का द्रव्यमान ma 15 किग्रा और इसीलिए मिश्रण का द्रव्यमानmmix 16 किग्रा इसलिए हर किलो ईंधन के लिए हमें 16 किलोग्राम मिश्रण पर विश्वास करना होगा जिसे दहन प्रक्रिया के दौरान गर्म करने की आवश्यकता होती है तो अगर हम इस दहन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं अगर हम एक ऊर्जा संतुलन लिखते हैं तो दहन के दौरान जारी ऊर्जा की कुल मात्रा कितनी होगी यह जारी की गई कुल ऊर्जा के इंधन के कैलोरीफिक वैल्यू में इंधन के द्रव्यमान के बराबर होगा और वह कौन सा माध्यम है जो इस ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है जो ईंधन नहीं है बल्कि ईंधन और वायु एक साथ है तो ईंधन हवा दोनों के साथ यह मिश्रण इस ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है इसलिए ईंधन और हवा लिखने के बजाय यहाँ हम इसे मिश्रण के द्रव्यमान गुना विशिष्ट ताप के गुना तापमान में परिवर्तन के रूप में भी लिख सकते हैं जो हम कहते हैं कि दहन प्रक्रिया में तापमान में परिवर्तन dT और यह बिंदु 2 पर तापमान बिंदु 2 से तापमान 3 पर इंटीग्रेटेड किया जाएगा mf CVT2T3mmixcvdT तो हम कह सकते हैं mfmmix CVT2T30678000013TdT और इसलिए यदि हम इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो हमें जो मिलने वाला है वह है 0678000013121242103 यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि cv की यूनिट kJkg के रूप में दी जाती है तो कैलोरीफिक मान इसे किलो जूल में बदलना बेहतर है इसलिए यदि आप इसे लगा रहे हैं तो आप इसे प्राप्त कर रहे हैं T3 3375 K उसी समस्या को हल करने का एक और तरीका यह है कि इसे इंटीग्रेट करने के बजाय एक औसत Cp मान लिया जाए जो कि T2 T32 पर संगत तापमान हो और फिर इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन शायद यह एक बेहतर दृष्टिकोण है आप कर रहे हैं क्योंकि यह साधारण फंक्शन है यहाँ Cp तापमान का एक बहुत ही सरल फंक्शन है हम इसे बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो अब हमारे पास बिंदु 3 पर तापमान है और इसलिए हम अधिकतम दबाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 2 3 एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रक्रिया है यहां तक कि ईंधन वायु चक्र के मामले में भी तो इसलिए P3T3P2T2 P2 और T2 मैंने पहले ही गणना कर ली है और यह हमने वहीं से प्राप्त किया है P3 6135 bar जो अंतिम उत्तर है कि हम 6135 bar को देखे रहे हैं जो इस चक्र के लिए अधिकतम दबाव है जहां वास्तव में हमने केवल ईंधन वायु अनुपात और तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा के बदलाव पर विचार किया है इन दो कारकों को माना जा रहा है हम इस विशेष दबाव के लिए इस विशेष परिमाण को प्राप्त कर रहे हैं यदि हम उसी समस्या को Cv की कांस्टेंट मान मानकर हल करते हैं तो हम कहें कि हम लेते हैं Cv 0717 kJkgK जो सामान्य वायुमंडलीय स्थिति के तहत हवा के लिए Cv है तब आपको यह मिल जाएगा P3 7681 bar आप देखे सकते हैं कि आदर्श चक्र से भिन्नता किस प्रकार 768 bar के अधिकतम दबाव का अनुमान लगा सकते हैं जो ईंधन वायु चक्र के मामले में 6135 bar पर आ रहा है दबाव में महत्वपूर्ण कमी है जो डिजाइन को काफी प्रभावित करेगा स्लाइड समय देखे 1600 आइए हम दूसरी समस्या की ओर बढ़ते हैं जहाँ हम डीजल चक्र को डील कर रहे हैं अतः यहाँ दहन डीजल चक्र में है जो टॉप डेड सेंटर पर शुरू हो रहा है जो एक मानक है और यह कांस्टेंट प्रेशर बना रहा है वायु ईंधन का अनुपात 29 है तो हमें एक डीजल चक्र देना चाहिए ताकि यह एक मानक डीजल चक्र Pv आरेख हो यहाँ पर वायु ईंधन का अनुपात 29 है ईंधन का कैलोरीपिक मान 42 MJkg है इसलिए CV 42 × 103 kJkg CV फिर से तापमान का एक फंक्शन है जो थोड़ा अलग है लेकिन फिर से तापमान का एक रैखिक फंक्शन है संपीड़न अनुपात दिया गया है अतः rv1v2 संपीड़न के अंत में तापमान 900 केल्विन है देखेो यह संपीड़न की शुरुआत में संपीड़न का अंत है तो हमारे पास कौन सा बिंदु है जो हम संपीड़न के अंत बिंदु 2 के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए T2 900 K R का मान भी दिया गया है आपको कट ऑफ अनुपात खोजना होगा अब CV दिया गया है cv07092810 5T फिर यहां हम डीजल चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां दहन कांस्टेंट दबाव में हो रहा है तो Cp अधिक महत्वपूर्ण है और Cp हम जानते हैं कि इसके बराबर होगा Cp Cv R तो यह बराबर होगा 09962810 5TkJkgK अब समस्या का अगला भाग काफी सरल है फिर से वायु ईंधन अनुपात 29 के रूप में दिया गया है इसलिए यदि हम लेते हैं ईंधन का द्रव्यमान mf 1 kg हवा का द्रव्यमान mair 29 kg संपूर्ण द्रव्यमानm 30 kg इसलिए दहन प्रक्रिया के दौरान हमारे पास प्रति किलो ईंधन जारी की गई कुल ऊर्जा कैलोरीफीक मान के बराबर होगी हम केवल 1 किलो ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं जो कैलोरीफीक मान में 1 के बराबर है पिछली समस्या जो हमने किया है उस पर गौर करें जहां हमने ईंधन के द्रव्यमान को कैलोरीफीक मान में माना है और द्रव्यमान 1 के बराबर था ठीक है मुझे उस विशेष संकेतन के अनुरूप कंसिस्टेंट रहने दीजिए mfCVmcpdT इसलिए यदि आप इसे दहन प्रक्रियाओं के अंत में अपना अंतिम तापमान रखते हैं T3 224607 K लेकिन हमारा उद्देश्य अधिकतम तापमान या दहन के अंत में तापमान नहीं है बल्कि हमें कट ऑफ अनुपात प्राप्त करना है और कट ऑफ अनुपात की आपकी परिभाषा क्या है कट ऑफ अनुपात rc की हमारी परिभाषा है rcv3v2 इसलिए हमें किसी भी तरह इस v3 और v2 के बीच एक संबंध प्राप्त करना है दहन प्रक्रिया को फिर से देखेना यह कांस्टेंट प्रेशर में है v2T2v3T3 अर्थात v3v2rcT3T2 और T3 224607 K T3 900 K तो आपका कट ऑफ अनुपात है rc224607900 यह कट ऑफ अनुपात है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं यदि यह वांछित है कि कट ऑफ अनुपात लिखने के बजाय उसी परिणाम का प्रतिनिधित्व करें कि जब दहन स्ट्रोक के प्रतिशत के रूप में समाप्त होता है तो हम यह कैसे कर सकते हैं हमने इसी तरह की समस्या को हल किया है या हम पिछले सप्ताह में इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं यहाँ हम कुल स्ट्रोक वॉल्यूम के प्रतिशत के रूप में चेंज इन वॉल्यूम प्राप्त करना चाहते हैं v3 v2v2 v12496 1v2v2166 जो एक ही परिणाम को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है कट ऑफ अनुपात 2496 है और कट ऑफ 166 स्ट्रोक पर होता है जो दहन प्रक्रिया के दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन के इस बिंदु पर एक वॉल्यूम को संदर्भित करता है अतः हमने अब दो उदाहरण समस्याओं का समाधान किया है एक एसआई इंजन के लिए दूसरा डीजल इंजन के लिए जहां हमने तापमान के साथ विशिष्ट गर्मी की भिन्नता पर विचार किया है और आपने वास्तविक रासायनिक संरचना या मुझे कहना चाहिए कि हमने वायु ईंधन अनुपात पर विचार किया है और ऊष्मीय मान पर विचार किया है आइए अब एक और समस्या पर विचार करते हैं जहाँ आपको रासायनिक प्रतिक्रिया से निपटना होता है यह काफी लंबी समस्या है कृपया ध्यान से देखेें हम एक एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं यह 7 के संपीड़न अनुपात पर काम कर रहा है तो आइए हम अपने द्वारा बताए गए सूचना संपीड़न में सूची दें r 7 AF 1367 यह ईंधन के रूप में हेक्सेन का उपयोग कर रहा है जिसका कैलोरीफीक मान 44 मेगा जूल प्रति किलोग्राम है इसलिए CV 44 × 103 kJkg संपीड़न का सूचकांक n 13 मैंने कोई आरेख नहीं रखा है मैं किसी भी एसआई इंजन के लिए सामान्य संकेतन का उपयोग कर रहा हूं तो n 13 दबाव और तापमान संपीड़न की शुरुआत के लिए दिया जाता है P1 1 bar T1 67 0C 340 K इसलिए हमारे पास स्थिति के बिंदु दिए गए हैं ठीक है यह भी दिया गया है cv 0718 kJkgK यहाँ हमारा उद्देश्य दहन प्रक्रिया का विश्लेषण करना है जिसे हम विशिष्ट ताप भिन्नता पर विचार नहीं कर रहे हैं जिसे हम इसे स्थिर बनाए हुए हैं इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कारकों से निपट सकते हैं अब यह दिया गया है कि प्रॉब्लम वर्किंग फ्लूड हेक्सेन है इसलिए हमें हेक्सेन के वास्तविक रूपांतरण पर विचार करना होगा और संबंधित स्टोइकोमेट्रिक प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होगी तो हम पहले स्टोइकोमेट्रिक प्रतिक्रिया लिखते हैं एक stoichiometric प्रतिक्रिया के लिए आपका काम करने वाला तरल पदार्थ हेक्सेन है हेक्सेन का अर्थ है C6 H14 क्योंकि यह आम तौर पर एक संबंध Cn H2n2 का अनुसरण करता है वहां हेक्सेन C6 H14 है तो C6 H14 ईंधन और कुछ ऑक्सीजन है C6 H14 O2 🡪 CO2 H2O ऑक्सीजन के कितने मोल की आवश्यकता होती है यह हम नहीं जानते यह इन दो stoichiometric प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाएगा सही दहन होगा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा तो यह CO2 और H2O का निर्माण करेगा और फिर कोई ऑक्सीजन भी शेष नहीं रहेगी हमें पूर्ण दहन करने के लिए ठीक उसी मात्रा में ऑक्सीजन या न्यूनतम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो अभी अणुओं की संख्या को संतुलित करें अतः हम इस तरफ एक सिक्स लगा रहे हैं और हमें कितने मिल रहे होंगे 7 H2O तो आपका एक्स क्या होगा आपका एक्स इसलिए हम लिख सकते हैं 2x 2 × 6 7 अतः x 95 तो इसके लिए पूरी तरह से दहन के लिए ऑक्सीजन के 95 मोल की आवश्यकता होगी इसलिए स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात जिसे हमें पहचानना है यहां वायु ईंधन अनुपात जो दिया गया है वह वास्तविक वायु ईंधन अनुपात है और आपका स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात कितना होगा स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का द्रव्यमान होगा पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु की न्यूनतम मात्रा डिवाइडेड ईंधन का द्रव्यमान तो यहां मोल्स की कितनी आवश्यकता है 95 और ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान क्या है यह 32 के रूप में लिखा जा सकता है और आपको ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल के लिए याद रखना होगा नाइट्रोजन का 376 मोल भी चित्र में आता है इसलिए 376 को 28 से गुणा किया जाता है क्योंकि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में जो हमने वास्तव में नहीं लिखा है हम एक्स को इस तरफ से 376 गुणा करते हैं इस तरह से गुणा किया जाता है जो कि 376x गुणा के रूप में आता है जो कि जैसा है वैसा ही बाहर आता है तो इस नाइट्रोजन पर भी विचार करना होगा क्योंकि हमें ऑक्सीजन को ईंधन के अनुपात में नहीं मिल रहा है बल्कि हवा को ईंधन अनुपात में नहीं मिल रहा है तो अंश पर हवा है डिनॉमिनेटर में हमारे पास हेक्सेन है तो हमने कार्बन के लिए 12 से 6 गुणा प्लस हाइड्रोजन के लिए वायु 1 से गुणा 14 किया है जो हमें वास्तविक वायु ईंधन अनुपात 15165 के बराबर देता है इसकी गणितीय रूप में गणना की जा सकती है 95323762861214115165 तो आपका समतुल्य अनुपात वास्तविक वायु ईंधन अनुपात द्वारा स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात है जो इस प्रकार है AFstAFac1516513671109 जो एक समृद्ध मिश्रण को संदर्भित करता है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है बल्कि हम केवल कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं तो अब आप वास्तविक प्रतिक्रिया लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिक्रिया हमारे पास है C6H14 O2 376 N2 🡪 CO2 CO H2O nitrogen will be left out for this C6H14 O2 376 N2 🡪 CO2 CO H2O नाइट्रोजन को इसके लिए छोड़ दिया जाएगा अब हमें इस वास्तविक समतुल्य अनुपात पर विचार करना होगा इसलिए यदि हम इसे 95 यहाँ रखते हैं तो आप कितना ईंधन आपूर्ति कर रहे हैं यदि आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य एक स्टोइकोमेट्रिक प्रतिक्रिया है ऑक्सीजन के प्रत्येक 94 मोल्स के लिए तो हमें 1 लीटर ईंधन की आपूर्ति करनी होगी लेकिन यहां हम अतिरिक्त मात्रा में ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं इसलिए हम इसे 1109 यहां लगाने जा रहे हैं क्योंकि यह ईंधन की अतिरिक्त मात्रा है जिसे हम इसमें आपूर्ति कर रहे हैं तो आइए हम उनमें से प्रत्येक के लिए a b और c के रूप में डालते हैं ये सभी अज्ञात और इस तरफ हैं 1109 C6H14 95 O2 376 N2 🡪 a b c 376×95 N2 अतः हमें a b और c के मान प्राप्त करने के लिए इसे हल करना होगा आइए हम पहले c लेते हैं अतः हाइड्रोजन अणुओं या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हुए इसलिए हमारे पास होगा 2c 14 × 1109 c 7763 अब हम कार्बन के लिए लिखते हैं इसलिए हमारे पास है 1109 × 6 a b इसी तरह यदि हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम संतुलन रखते हैं 95 × 2 2a b इसलिए अगर यह इन दोनों को संतुलित करता है तो हमें मिलने जा रहा है0 a 4583 b 2071 तो हमें इस a b और c के मूल्यों मिल गया है मुझे वास्तविक प्रतिक्रिया एक बार फिर से लिखना चाहिए तो अब हमारे पास क्या है 1109C6H14 95 O2367 4583 CO2 2071 CO 7763 H2O 371 × 95 N2 मैं सिर्फ समस्या कथन पर वापस जा रहा हूं जिसे हम ढूंढना चाहते हैं आपको आणविक संकुचन और विस्तार पर विचार करते हुए अधिकतम चक्र दबाव और तापमान का अनुमान लगाना होगा आणविक संकुचन या विस्तार किस बारे में बात करता है आपने पिछले व्याख्यान में इस शब्द का उपयोग किया है रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मोल्स की संख्या में परिवर्तन होता है और यहाँ पर देखेें कि हम क्या कर रहे हैं बायीं ओर यानी रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले आपके पास मोल्स की कितनी संख्या है यदि आप इसे जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल 1109 95 1 376 46329 रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले मोल्स की संख्या और रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद हमारे पास 4583 2071 7763 3776 × 95 50137 इसका मतलब है कि हमारे पास 822 आणविक विस्तार है यानी मोल्स की संख्या में वृद्धि हुई है इसलिए आणविक स्तर पर विस्तार हो रहा है और हम जानते हैं कि दबाव मोल्स की संख्या के लिए आनुपातिक है चूंकि इस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण मोल्स की संख्या में वृद्धि हुई है तो अंतिम दबाव भी बढ़ना चाहिए अब हमें पहले इस आणविक प्रतिक्रिया या विस्तार में रासायनिक की उपेक्षा करते हुए अंतिम दबाव की गणना करनी होगी और फिर हमें इसे ध्यान में रखना होगा तो इस तस्वीर में प्राप्त करने के लिए हमें जल्दी से यह करना है हम जानते हैं कि T1v1n 1T2v2n 1 जो हमें T2 देता है क्योंकि यहां तक कि आपके पास P1 और T1 में जानकारी भी दी गई है यदि आप इसे डालते हैं T1 6096 K इसी तरह अगर हमें यह मिलता है और यहां भी R दिया जाता है तो यह R है इसलिए वहां से हमारे पास है P1v1nP2v2n जो हमें दहन प्रक्रिया की शुरुआत में दबाव देता है कि वास्तव में मेरे पास P2 है जो हम यहां से गणना कर सकते हैं P2P1v1v2n मेरे पास P2 का मूल्य नहीं है क्योंकि गणना के अगले चरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार गणना कर सकते हैं अब हमें उस रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार करना होगा जिसे हम जानते हैं कि वायु ईंधन अनुपात वास्तविक वायु ईंधन अनुपात और कैलोरीफिक मान दोनों के बराबर है इसलिए यदि आप कैलोरीफिक मान द्वारा गुणा किए गए प्रत्येक 1 किलो ईंधन के लिए विचार करते हैं तो हमें 1 प्लस वायु ईंधन के अनुपात 13 67 से निपटना होगा इसलिए 11367 मिश्रण का यह द्रव्यमान cv से गुणा करके T3 T2 से गुणा करके cv भी दिया गया है 1CV11367cv तो यह डालने पर हम प्राप्त कर रहे हैं T3 478692 K यह एक अत्यंत उच्च तापमान है आणविक विस्तार की अंतिम तापमान पर कोई भूमिका नहीं होती है लेकिन यह केवल दबाव को प्रभावित करता है इसलिए यह अंतिम तापमान या अधिकतम तापमान भी होने जा रहा है यह इस आणविक विस्तार से प्रभावित होने वाला नहीं है अब यदि आणविक विस्तार नहीं है तो आपका अंतिम दबाव क्या होगा जिसे आप आसानी से गणना कर सकते हैं P3T3P2T2 P2 1254 bar यहाँ से हम प्राप्त करते हैं P3 9847 bar लेकिन यह आणविक विस्तार के प्रभाव को छोड़कर है और अगर हम आणविक विस्तार को ध्यान में रखते हैं तो आप जानते हैं कि दबाव मोल्स की संख्या के लिए आनुपातिक है तो वहाँ से P3n3P3n3 जहां n3 अणुओं की संख्या को संदर्भित करता है वहां कोई विस्तार नहीं हुआ है यह वह जगह है जहां a और P3 संबंधित दबाव है जो यह मान है और n3' विस्तार की वजह से अणुओं की संख्या को संदर्भित करता है जो यह संख्या है तो हम प्राप्त करते हैं P35013746329984710656 bar यह अंतिम मूल्य है जिसे हम ढूंढ रहे हैं इसलिए इस अणु विस्तार के कारण अधिकतम तापमान अप्रभावित रहता है लेकिन इस अंतिम दबाव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन है क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लगभग 82 आणविक विस्तार है तो इस तरह से हम ईंधन की वास्तविक विशेषता और वास्तविक रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार कर सकते हैं बेशक हमने एक एकल चरण रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार किया है लेकिन हम इसके लिए और भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जोड़ सकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि इसने आपको एक महत्वपूर्ण विचार दिया है कि ईंधन ईंधन चक्र के मामले में वास्तविक ईंधन संरचना से कैसे निपटें बस इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम एक अंतिम समस्या को हल करेंगे जो फिर से काफी समान है लेकिन यहाँ पर हम देखेते हैं कि यहाँ क्या अंतर है यहां हमें 7 के संपीड़न अनुपात असाइन किया गया है इसलिए हमारे पास है r 7 और यह एक आइसोऑक्टेन के मिश्रण और हेक्सेन का उपयोग कर रहा है किसी एक ईंधन का नहीं बल्कि हम दो ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं कंप्रेशन की शुरुआत में दबाव और तापमान दे रखें है इसलिए P1 1 bar T1 5522 0C 273 5522 K मैं आपको केवल चरण दर चरण सब कुछ हल करने के बजाय केवल विवरण देता रहूंगा ईंधन वायु मिश्रण 1905 पहुंच है और विकसित अधिकतम दबाव 11526 bar है तो आपका P3 11526 bar यह ट्रू प्रेशर या अधिकतम दबाव की ट्रू वैल्यू है जो आणविक विस्तार को ध्यान में रखता है तो हमें रासायनिक प्रतिक्रिया पर भी विचार करना होगा हमें उस मिश्रण की संरचना का मूल्यांकन करना होगा जिसे हम जानते हैं कि यह आइसो ओक्टेन और ओकटाइन और हेक्सेन के मिश्रण के साथ काम कर रहा है हमें इस मिश्रण के मिक्सर कंपोजीशन उनके अनुपात को मोल या द्रव्यमान के संदर्भ में खोजना होगा दी गई अन्य जानकारी दोनों ईंधन के सीवी कैलोरी मान और संपीड़न का सूचकांक 131 है तो हम रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ शुरू करके इस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हमें कुछ मिश्रण संरचना को मानने करने की आवश्यकता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होगी हेक्सेन और आइसोक्टेन हेक्सेन के लिए रासायनिक सूत्र आपने पहले ही उपयोग किया है जो कि C6H14 और isooctane C8H18 है आइए आइसोक्टेन के हर मोल के लिए मान लें कि हमारे पास हेक्सेन के एक्स मोल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए आइसोटैक्टेन के प्रत्येक मोल के लिए हमारे पास ईंधन मिश्रण में एक्स मोल्स हेक्सेन है इसलिए ऑक्सीजन जोड़कर हम स्टोइकोमेट्रिक प्रतिक्रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हम नाइट्रोजन नहीं लिख रहे हैं बता दें कि हमारे पास डील करने के लिए y O2 है इसलिए यदि यह एक सच्ची प्रतिक्रिया है तो हम केवल उत्पाद पक्ष प्लस नाइट्रोजन पर CO2 और H2O रख रहे हैं जो आपने यहां नहीं लिखा है C6H14 C8H18 O2 🡪 CO2 H2O मान लें कि हमारे पास CO2 की a मात्रा और H2O की b राशि है इसलिए यदि हम कहे गए कार्बन की संख्या को संतुलित करते हैं 6x 8 a फिर इसी तरह अगर हम संतुलित हाइड्रोजन लिखते हैं तो हमारे पास है 14x 18 b और अगर हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं तो 2y 2a b अर्थात् y a b2 और एक्स के संदर्भ में ए और बी के लिए अभिव्यक्ति लिखने पर हमारे पास है 6x 8 ½14x 18 13x 17 तो y इतना है इसलिए ऑक्सीजन के इतने सारे मोल जिन्हें हमें हल करने के लिए या एक स्टोइकोमेट्रिक रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक होगी अब यह समस्या में दी गई है कि आपका मिश्रण 1905 समृद्ध है मिश्रण 1905 समृद्ध का मतलब है कि रासायनिक संरचना जो प्रदान की जाती है अगर हम ऑक्सीजन की बिल्कुल मात्रा प्रदान करते हैं तो हेक्सेन की मात्रा प्रदान की जाती है x की तुलना में 1905 अधिक है जो कि 11905x प्रदान किया गया है और आइसोक्टेन प्रदान किया गया है 11905 इसलिए यदि हम इन दो कारकों पर विचार करते हुए अब रासायनिक प्रतिक्रिया लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 01905 x C6H14 C8H18 13x 17 O2 376 N2 🡪 CO2 CO H2O 37613x 17 N2 जो CO2 की कुछ निश्चित मात्रा प्लस CO की कुछ निश्चित मात्रा प्लस को H2O की कुछ निश्चित मात्रा के गठन की ओर ले जाता है याद रखें कि हम एक समृद्ध मिश्रण प्रदान कर रहे हैं ताकि ईंधन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न हो तो यहां अधूरा दहन होगा जिससे CO प्लस नाइट्रोजन का उत्पादन होगा नाइट्रोजन की मात्रा जिसे हम जानते हैं कि यह हमेशा 376 गुना होगा जो भी आपने 13x 17 नाइट्रोजन के इस हिस्से को प्रदान किया है तो इसे फिर से संतुलित करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं यह a है यह b हैं और यह c है तब हमें फिर से संतुलन प्राप्त करना होगा ताकि अगर हम कार्बन के अणुओं की संख्या को बराबर कर सकें फिर हम बाएं हाथ से लिख सकते हैं 11905 6x 8 a b इसी तरह अगर हम उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं जो हमने एक स्टोइकोमीट्रिक के लिए किया है 11905 14x 18 c अतः हमने इस प्रतिक्रिया को संतुलित किया है इस प्रतिक्रिया से हम एक प्रकार से मोल्स की संख्या या आणविक विस्तार की गणना कर सकते हैं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं चूँकि हमारे पास पहले से ही x के संदर्भ में सब कुछ लिखा है जैसे a और b को x के संदर्भ में दिया गया है c को x के संदर्भ में भी दिया गया है वहाँ से हम उन अणुओं की कुल संख्या की गणना कर सकते हैं जो मौजूद हैं या प्रतिक्रिया से पहले मोल्स की कुल संख्या और प्रतिक्रिया के बाद पहले मोल्स की संख्या की तरह nbefore 11905 1 x 13x 17 1 376 तो हम इसे सरल कर सकते हैं ये रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले मौजूद मोल्स की संख्या है रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मौजूद मोल्स की संख्या कितनी होगी पहले से ही हमें a और b मिला है और हमें c भी मिला है तो इससे हमारे पास nafter 11905 6x 8 14x 18 37613x 17 तो हमारे पास x के संदर्भ में इन दोनों का अनुपात है जो आपको आणविक विस्तार देने जा रहा है अब हमें यह देखेना है कि अधिकतम दबाव 11526 bar दिया गया है जो वास्तव में इन दोनों के बीच के अंतर को ध्यान में रखता है स्लाइड समय देखे 4520 अतः हमारे पास P1 और T1 आपको दिए गए हैं इसलिए हम पिछले एक पिछली प्रक्रिया की गणना कर सकते हैं T1v1n 1T2v2n 1 अर्थात T2 600 K P1v1nP2v2n इस केस से P2 1279 bar इसलिए दहन प्रक्रिया को दिए गए कुल ताप को T3 की गणना की ओर ले जाया जाएगा तो वहाँ से हम गणना कर सकते हैं CVmfmacv आपके ईंधन वायु अनुपात को हम तुल्यता अनुपात के संदर्भ में लिख सकते हैं या हम वायु ईंधन स्टोइकोमीट्रिक और ϕ के संदर्भ में लिख सकते हैं मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आप ϕ के मूल्य की गणना कर सकें और यहां डाल सकें और यह Cv T3 − T2 के बराबर होना चाहिए और अब x के संदर्भ में वायु ईंधन अनुपात आपके साथ उपलब्ध है mfmfmaCVCVAFstcv तो यहाँ से हम प्राप्त करने जा रहे हैं T3 f और अब रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान आप किस तरह के चक्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ हम उस एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दौरान आयतन स्थिर रहता है तो हम जानते हैं कि P3T3P2T2 जो आपको एक अभिव्यक्ति देने जा रहा है P3 f अब यह P3 वह है जो आणविक विस्तार को ध्यान में नहीं रखता है यदि हम आणविक विस्तार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें P3 प्राप्त करना होगा जो है P3P3nafternbefore और P3' वह है जो आपको दिया गया है तो यदि आप इसे हल करते हैं तो आप x का मान प्राप्त करने जा रहे हैं इस मामले में मैं आपको अनुमानित संख्या देता हूं x ≈ 01 यह वह उत्तर है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं इसका मतलब है कि मिश्रण संरचना है 01 C6H14 C8H18 यह मिश्रण रचना है यदि हम चाहें तो हम इसे एक बड़े पैमाने पर अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों घटकों के द्रव्यमान की आसानी से गणना कर सकते हैं तो यह वास्तव में एक जटिल समस्या है जिसका स्टेप मैंने हल नहीं किया है मैंने सभी चरण दिखाए हैं लेकिन मैंने सभी मध्यवर्ती संख्याओं को हल नहीं किया है और इसे आपके पास छोड़ दिया है कृपया इसे अपने आप हल करने का प्रयास करें यह उस तरह से काफी समान है जिस तरह से हम दहन का विश्लेषण करते हैं बेशक विशिष्ट ऊष्मा को यहां एक स्थिर माना जाता है हम यह मान सकते हैं कि तापमान के एक कार्य के रूप में भी लेकिन इससे बहुत जटिल इंटीग्रेशन हो सकता है इसलिए मैं यहां दिन के लिए खुद को रोकना चाहूंगा क्योंकि आज हमारा समय खत्म हो गया है और साथ ही आगे की चर्चा के लिए कोई मतलब नहीं है आज हमने दो विशिष्ट हीट्स के लिए काफी कुछ संख्यात्मक समस्याओं को हल किया है जो कि ईंधन वायु के विचारों को ध्यान में रखते हुए रिसिप्रोकेटिंग इंजनों के प्रदर्शन की गणना करने के तरीके पर चर्चा करते हैं इस सप्ताह के आखिरी में होने वाले अगले व्याख्यान में हम उन वास्तविक नुकसानों के बारे में बात करेंगे जो रिसिप्रोकेटिंग इंजनों में मौजूद हो सकते हैं जिन्हें वास्तविक प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए हमें ईंधन वायु विचार के साथ साथ विचार करना होगा तब तक इस व्याख्यान के माध्यम से जाइए इनमें से प्रत्येक समस्या को अपने आप हल करने का प्रयास करें और आप उन पाठ्यपुस्तकों को भी रेफर कर सकते हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है जहां आपको अपने अभ्यास उद्देश्य के लिए कुछ और समस्याएं मिल सकती हैं